ठीक है अब हम DFT को एक तरफ रख देते हैं और वापस चलते हैं उन अंतर्निहित उपकरणों की ओर जो मल्टी रेट को विकसित करने के संदर्भ में काम आते हैं इस विधि अथवा तकनीक को किस नाम से पुकारा जाता है वह आपको कुछ ही समय में समझ में आ जाएगा इसे इंटरपोलेटेड फ़ायनाईट इंपल्स रिस्पांस कहते हैं IFIR फ़िल्टर डिज़ाइन यह बताता है कि यह फ़िल्टर के डिज़ाइन की जटिलता को कम करने का एक बहुत ही नवीन तरीका है चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो कुछ हमने अभी कहा वह सही है फ़ा यदि हमें 16 कारक का एक सैंपल डाउन करना है जोकि H है जो और यह एक एंटीअलियासिंग फिल्टर है अब आप मुझे बताइए यह फिल्टर किस तरीके का होगा हमें किसी प्रकार की अलियासिंग नहीं चाहिए अतः है यह पास बैंड होगा और वहां एक स्टॉप बैंड भी होगा जोकि निकट होगा 16 के यह एक वास्तविक गुणांक फिल्टर है जिसकी आकृति π16 से π16 है और इसलिए पासबैंड 16 पर है कुछ ट्रांजीशन बैंड डेल्टा है जो ट्रांजीशन बैंड की चौड़ाई है ठीक है और अगर आपको याद है कि इस फॉर्म के फिल्टर को डिजाइन करने के लिए फ़िल्टर ऑर्डर की आवश्यकता है फ़िल्टर ऑर्डर निर्भर करता है हम कॉल करते हैं इसे एन के रूप में यह निम्नलिखित का फ़ंक्शन है यह एक ट्रांजिशन बैंड के विपरीत अनुपातिक होता है अर्थात जितना छोटा या संकीर्ण हम ट्रांजिशन बैंड चाहेंगे फिल्टर आर्डर उतना ही बड़ा होगा अतः डेल्टा डिनॉमिनेटर मैं आएगा न्यूमैरेटर क्या है यह रिपल का एक फ़ंक्शन है जो हम पास बैंड और स्टॉप बैंड में देखते हैं अगर Δ1 पास बैंड का रिपल है और Δ2 स्टॉप बैंड का रिपल है यह रिपल्स आप जितना छोटा चाहेंगे फिल्टर आर्डर को उतना ही बड़ा करना होगा यह ट्रांजिशन बैंड है यह बात हम सभी को ज्ञात है इसलिए रिपल्स को क्षीणन के रूप में भी व्याख्या किया जा सकता है क्षीणन जितनी अधिक करनी होगी रिपल उतना निम्न लो होगा यह आधारभूत रूप है अतः 16 स्वयं एक संकीर्ण फिल्टर है अब उसके ऊपर आपको एक ट्रांजिशन बैंड रखना होगा जिसका आशय होगा कि इस फिल्टर के बहुत उच्च क्रम पर जाने की संभावना है अतः हर समय आपको एक बड़े नंबर की अप सेंपलिंग या डाउनसेंपलिंग रखनी होगी तथा आपको एक बहुत संकीर्ण फिल्टर डिजाइन करना होगा यह संकीर्ण फिल्टर बहुत कठोर प्रमाप का होगा इस फिल्टर की लंबाई आप कंप्यूटर कार्य में कई बार कर चुके हैं आपने कहा कि आप लंबाई 100 के फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ लोगों ने कहा कि मैंने लंबी लंबाई का फ़िल्टर डिज़ाइन किया है इसलिए मूल रूप से सुनिश्चित करें कि आपका अलियासिंग बहुत कॉम्पैक्ट Compact तरीके से किया गया है आप इस चित्र को अपने दिमाग में रखे अब मैं निम्नलिखित करने जा रहा हूं मैं 16 के एक फ़ैक्टर द्वारा डा उन सैंपलिंग करना चाहता हूं मैं निम्नलिखित विधि करने जा रहा हूं मैं एक एंटी अलियासिंग फिल्टर H 0 बनाता हूं और फिर 4 के एक फ़ैक्टर द्वारा डा उन सैंपलिंग करता हूं फिर एक अन्य एंटी अलियासिंग फिल्टर से गुजरता हूं हम इसे H 1 कहेंगे जिसे 2 के फ़ैक्टर द्वारा डा उन सैंपलिंग करेंगे और तीसरा फिल्टर H 2 जिसे 2 के फ़ैक्टर द्वारा डा उन सैंपलिंग करेंगे कुल मिलाकर डाउनसेंपल फ़ैक्टर 4 2 2 16 होगा अतः यह कोई मुद्दा नहीं है हम इन विधियों का अंतर और लाभ जानना चाहेंगे यह एक कास्केडेड डा उन कन्वर्जन है कंप्यूटर कार्य में इसे भी आप कर चुके हैं यह एक चरण द्वारा किए गए कार्य के बिल्कुल समान होना चाहिए किंतु आइए हम देखते हैं कि फिल्टर वास्तव में क्या प्रकट करते हैं यदि आप नोबल आइडेंटिटीस का उपयोग कर इन दोनों को मिलाएँ तो आपको H मिलेगा जिसके बाद 2 के फ़ैक्टर द्वारा डा उन सैंपलिंग किया जाएगा मूलतः एक गतिशील डाउनसेंपलिंग फ़ैक्टर को समझने के लिए यह आवश्यक है और आप इन दोनों को सम्मिलित करने में सक्षम होंगे तथा यह कहा जाएगा कि एक प्रभावी फिल्टर जोकि H 1 है H और फिर 4 के फैक्टर द्वारा डा उन सैंपलिंग है यह संरचना का बाद का अंश है यदि हमें पूरी संरचना को ज्ञात करना हो तो यदि मैं आप से बनाने के लिए कहूं तो आप इसे पूरा बना सकते यह एक सिंगल फिल्टर है जो कि तीनों का कैस्केड है इसकी डाउनसेंपलिंग H H और H है जो कि 16 फैक्टर द्वारा डाउनसेंपलिंग है और प्रथम दृष्टि में देखकर हम इसे ठीक बताएँगे जैसा कि पूर्व की स्थिति में हमने H को माना था जो कि H H और H है एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि H2 का फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया क्या होगी हम इसे एक फिल्टर के रूप में बनाते हैं जो भी है अगर यह मूलतः एक इनपुट स्पेक्ट्रम है और अपने z8 लिया है तो इसका मतलब है यह 8 के फैक्टर द्वारा इंटरपोलेशन है क्या मैं सही हूँ स्पेक्ट्रम की 7 प्रतिकृतियां है तो यहाँ वह जगह है जहाँ महत्वपूर्ण बात आती है अपने फिल्टर को यदि मैं 2 के फैक्टर से डाउनसेंपल करना चाहूं जैसा कि आप पूर्व में भी डिजाइन कर चुके हैं तो यह 2 होगा मुझे 2 e कहने दीजिए तो H2 के जैसा होगा किंतु कैस्केड की एक प्रक्रिया करते हुए H2 हो जाएगा क्या आप बता सकते हैं H2 कैसा प्रतीत होगा क्या यह स्पेक्ट्रम की पहली प्रति के जैसा होगा और 16 ट्रांजैक्शन बैंड पर 16 e 8 होगा क्या ऐसा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ा आपने बस इतना किया कि आपने डिसिमिटर को चारों ओर घुमाया इसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी वह कीमत स्पेक्ट्रल इमेज है अन्य फिल्टर द्वारा जन्नत स्पेक्ट्रल इमेज को हम किस प्रकार समाप्त करेंगे जब कभी z4 और z8 को प्राप्त करने के लिए इंटरपोलेशन होता है तो स्पेक्ट्रम का कम्प्रेशन अपने आप हो जाता हैं और आप एक उच्च संकीर्ण फिल्टर बनाने में इसका लाभ उठा सकते हैं एक बार यदि आप इस सिद्धांत को अपने दिमाग में रखें फिल्टर डिज़ाइन करने वाले लोग कहते हैं कि अब हम इंटरपोलेटेड एफ आई आर की डिज़ाइन को विकसित कर सकते हैं और इसलिए प्रश्न है आइए हम कहते हैं कि फ़िल्टर डिज़ाइन विशेषताएँ निम्नानुसार है मेरे पास एक फिल्टर है जिसका पासबैंड ωp और पर्याप्त सख्त ट्रांजीशन बैंड ωs है जैसा कि हम जानते हैं फिल्टर डिज़ाइन ट्रांजीशन बैंड के विपरीत अनुपातिक होता है अतः हमें कहना होगा कि हमारी आवश्यकता H है तथा यह सिमेट्रिक रियल गुणांक फिल्टर होगा अब इंटरपोलेटेड तकनीक यह कहती है कि H डिजाइन मत कीजिए हमें अपनी नई सीखी हुई मल्टी रेट की कला से करने दीजिए हम H डिजाइन करने नहीं जा रहे बल्कि इसे हल्की सी बदली हुई विधि से कर रहे हैं हम पासबैंड के रूप में 2 ωp और स्टॉपबैंड के रूप में 2 ωs के साथ एक लौ पास फिल्टर डिजाइन करने जा रहा हैं और इसलिए यह फिल्टर ऑर्डर मूल फिल्टर ऑर्डर से कम होने वाला है और मैं निम्न करने जा रहा हूं हम इसे G कह सकते हैं मैं इसे चित्र नहीं कर सकता अतः इसे फैक्टर 2 से इंटर पोलेट करता हूं G जब यह कंप्रेस्ड होता है तो स्वतः ही H के रूप में एक फ़िल्टर प्राप्त हो जाता है यह वह फिल्टर होने जा रहा है जिसकी हमें तलाश है और इसमें कंप्रेशन के कारण कुछ अतिरिक्त कंपोनेंट pi π पर भी है तो वह पाई π है और यह 2 π के रूप में दोहराव करता है अब हमें इस आकृति से छुटकारा प्राप्त करना है इसे हटाने के लिए आप एक फिल्टर डिजाइन करेंगे आप इसका कोई ट्रेस नहीं चाहते हैं अतः यह डिजाइन इस पोरशन में समतल और बाद में शून्य तक नीची होनी चाहिए जो अनावश्यक आकृतियों को पूर्णता समाप्त कर देगा डिजाइन के कुछ और भी प्रारूप संभव है जो इससे छुटकारा दिला सके अन्य आकृतियों को हटा देने वाले इस फिल्टर को हम I कहेंगे यह एक इंटरपोलेशन फिल्टर है जब हम इंटरपोलेशन करते हैं तो कुछ अनावश्यक आकृतियां दिखने लगती है जिनको दूर करने के लिए हम फिल्टर का उपयोग करते हैं इस विधि को जिसे हम इंटरपोलेटेड fir कहते हैं इसके लाभ यह है कि यह H की अपेक्षा लोअर ऑर्डर है तो यह G की तुलना में लोअर ऑर्डर है इसे लोअर ऑर्डर मिला है जब G का वर्ग किया जाता है तो इसका क्रम दोगुना हो जाना चाहिए अतः G पोलीनोमिअल आर्डरइसलिए G को H से लोअर आर्डर मिला है किंतु इसमें विशेष बात यह है कि यह सिर्फ आधे ही नॉन जीरो गुणांक लेता है इसमें आधे ही नॉन्जीरो गुणांक होते हैं क्योंकि G का अर्थ है कि हर दूसरा गुणांक 0 है आधे ही नॉन जीरो गुणांक ले पाता है नॉन जीरो गुणांक की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह वे हैं जिन्हें आपको वास्तव में एक हार्डवेयर परिप्रेक्ष्य से मल्टीप्लायरस के रूप में लागू करना होगा तो हमने क्या किया है हमने मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग से एक उपकरण प्राप्त किया है जो कहता है कि जब मैं ग्लोबल आइडेंटिटीस करता हूं तो मैं ब्लॉकों को चारों ओर ले जा सकता हूं और वास्तव में मुझे एक फायदा मिलता है क्योंकि जब भी मैं उन्हें स्थानांतरित करता हूं तो मेरा स्पेक्ट्रम कंप्रेस हो जाता हैऔर हमें H फिल्टर प्राप्त होता है किंतु यह कहने पर कि यह एक कम जटिलता वाला फिल्टर है लोग इसे इस आधार पर नहीं खरीदेंगे कि यह सिर्फ G है बल्कि I फिल्टर और आता है और कहेंगे कि आप दिन के आखिर में आपने दो फिल्टर डिजाइन किए पर क्या आप वास्तव में जटिलताओं को कम कर सके डीएसपी DSP के लोग बड़े चतुर होते हैं वह कहते हैं रुखे रुखे आप इस फिल्टर से क्या चाहते हैं यही ना कि यह अनावश्यक आकृतियों को समाप्त कर दें आज की कक्षा में हम H फिल्टर को पढ़ चुके हैं चलिए इसे हम I कह लेते हैं I 1 z−1z−2 z−M−1 तो यह एक मल्टीप्लायर विहीन फिल्टर है और निम्न जटिलता वाला भी है और इसमें अच्छा यह है की 2M पर यह 0 दर्शाता है और ठीक वही जहां आप किसी आकृति अथवा प्रतिक्रिया को समाप्त करना चाहेंगे हम यहां एक अवलोकन करते हैं चलिए हम कहते हैं कि हमने H 0 लिया यानी हमको सात आकृतियां मिलेगी और हम M 8 का चयन करेंगे वास्तव में हम सभी अनावश्यक आकृतियों को समाप्त करेंगे उसके लिए उन आकृतियों पर पूर्ण तह 0 लागू होना चाहिए क्या हम सही हैं क्या आप इस डिजाइन से संतुष्ट हैं 1 मिनट रुकिए आपके पास एक बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम नहीं है अतः आप जानते हैं की सही जवाब देना उचित नहीं होगा आपके पास एक अच्छा स्टॉप बैंड नहीं है किंतु इसे प्राप्त करने से पूर्व चलिए हम कुछ अवलोकन करते हैं मैं Lफैक्टर द्वारा एक इन्टरपोलेशन कर रहा हूं और मुझे H के साथ पोस्ट फिल्टर करना होगा यह उस समस्या के समक्ष है जिसका उल्लेख हम अभी कर रहे हैं क्योंकि जब आप इसे देखेंगे तो यह मूलतः H ही होगा प्रमुख प्रश्न यह है कि आप यह संरचना और फिल्टर कब प्राप्त करेंगे जिसका उल्लेख हमने अभी किया है यह एक आयताकार खिड़की है जिस के अनेकों लाभ है और इन लाभों को किस प्रकार उजागर किया जाए उसकी विधि निम्नलिखित है यदि आपके पास कुछ इस प्रकार का रूप है 1z−1 z−2z− M −1 यदि आप एक जियोमीट्रिक सीरीज बनाए तो यह क्या होगा तो मुझे एम घटक से अप सेंपलिंग करनी होगी और मेरा फिल्टर 1 Z M1 Z 1 होगा मैं इसे विभाजित करता हूं यह M के फैक्टर द्वारा उप सैंपलिंग के बाद 1− z− M और उसके बाद 11 Z 1 लेने के समान रूप से समान है यह एक कैस्केड प्रारूप है जो एलटी आई पद्धति को पूर्णता समाहित करता है एक अत्यंत सुविधाजनक संरचना प्राप्त करने के लिए मैं इन दोनों को सम्मिलित करता हूं 1− z−1 को M घटक से सैंपल करने पर हमें 11 Z 1 प्राप्त होगा और बेशक आप देख सकते हैं कि यही हम कर सकते हैं यदि आप डाउनसेंपलिंग करेंगे तो यह दूसरी तरफ होगा आप इन चीजों को इधर उधर सकते हैं कोई आपसे पूछ सकता है कि इस इस खंड की इंपल्स प्रतिक्रिया क्या है तो यह क्या होग समय सूचकांक 0 पर आपको एक 1 प्राप्त होगा आप 0 मूल्य का सैंपल प्राप्त करेंगे तथा एम M पर आपको माइनस वन प्राप्त होगा यही इस खंड का इंपल्स प्रतिक्रिया है इंपल्स प्रतिक्रिया क्या है यह 1 1 1 1 है और यह एक जोड़ने वाला तत्व है यदि पुराने सैंपल को जोड़ा जाए तो हम इसे इंटीग्रेशन कहेंगे जब कभी आपके पास गैर शून्य सैंपल्स हो और उनका अंतर विस्तार शून्य मूल्य के सैंपल से किया जाए तो हम उसे एक कोंब कहेंगे हमें दोनों मूल्य प्राप्त हो सकते हैं धनात्मक और उनमें से कोई एक शिफ्टेड हो मगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह एक कोंब है यह विशिष्ट फिल्टर जो कि बहुत प्रसिद्ध है इसे का कैस्केड इंटीग्रेटर कोंब फिल्टर या सीआईसी फिल्टर कहते हैं अत्यंत प्रसिद्ध एएसआईसी डिज़ाइनर हर समय सीआईसी फिल्टर की ही चर्चा करते हैं वह इससे इतने प्रसन्न क्यों है इसके कुछ कारण है यह एक गुणक विहीन है इसमें कुछ रोचक गुणवत्ता है विशेष कर जब आप सेंपलिंग दर को परिवर्तित करना चाहते हो डीपीएस से जुड़े व्यक्ति इसे अन्य नामों से भी करते हैं उन व्यक्तियों के नाम पर जिन्होंने इसके निर्माण और विकास में विशेष योगदान दिया है होगीनौर फिल्टर भी कहा जाता है लेकिन सीआईसी बहुत विवरणात्मक नाम होगा अब सभी टुकड़ों को एक साथ रख दें इस गुणक विहीन फिल्टर को एक फिनिट finite लंबाई आयताकार खिड़की के रूप में व्याख्या की जा सकती है या इसे एक कोंब और इंटीग्रेटर के कैस्केड के रूप में व्याख्या की जा सकती है अब यह पता चला है कि इंटीग्रेटर कोंब व्याख्या हमारे लिए उपयोगी है जब सैंपलिंग रेट रूपांतरण है जो सिस्टम में भी मौजूद है अब बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जो इस संदर्भ में आता है मैं कहता हूं ठीक है यह अच्छा है कि यह एक गुणक विहीन फिल्टर है लेकिन जो एकमात्र समस्या मुझे इसमें आती है वह है स्टॉप बैंड का क्षीणन यह समस्या है वास्तव में मैं इसका उपयोग ना तो एंटी अलियासिंग के लिए कर सकता हूं और ना ही इंटरपोलेशन के लिए क्योंकि इसके साइड लोब बहुत ऊँचे हैं मैं इस साइड लोब में सुधार करना चाहता हूं तो एएसआईसी के व्यक्ति कहते हैं अरे यह कोई समस्या नहीं है हम आपके लिए इस समस्या का अभी समाधान कर देते हैं आपके पास I था सही है यदि आप I 2कर ले तो फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया क्या है 0 क्रॉसिंग में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इसे वर्ग कर दिया जाए तो यह एक से कम अंक होगा और छोटा हो जाएगा I 2 क्या इसमें सेंपलिंग दर परिवर्तन वाला लाभ अभी भी विद्यमान है वास्तव में यह है क्योंकि मैं इसे निम्न प्रकार लिख सकता हूं 1 Z M कैस्केड 11 Z 1 और M के फैक्टर से अप सेंपलिंग मैं इससे पूर्व के खंड प्रथम में ले जा सकता हूं तथा पूर्व के द्वितीय खंड में भी ले जा सकता हूं यह वास्तव में 1− z−1 और 1− z−1 और एम घटक से अप सैंपलिंग के रूप में लिखा जाएगा तो हमें दो इंटीग्रेटर कैस्केड प्राप्त होंगे अतः सीआईसी फिल्टर वास्तव में काफी शक्तिशाली होते हैं क्योंकि आप इसमें क्षीणन को काफी कम कर सकते हैं यहां तक कि अधिक कम करना भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं इस से I 3 कर सकता हूं और आप पाएंगे कि तीव्र गति से इसमें कमी होगी इसका लाभ यह होगा कि I 2 में आपकी प्रतिक्रिया नीचे जाती है इसकी स्टॉप बैंड क्षीणन क्या होगी प्रारंभ में यह 13 dB थी जो अब 2 6dB होगी 26 dB तय है यह उसका वर्ग 2 है जब आपके पास तीन अवस्थाएं हो अर्थात I 3 तो आप 39 db पाएंगे यह बहुत पर्याप्त है लेकिन फिर भी आप I 4पर भी जा सकते हैं यह भी बहुत आराम से समायोजित होगा इंटरपोलेशन के लिए यह एक अच्छा विकल्प है क्या एंटीएलाइजिंग की दृष्टि से भी यह अच्छा है पास बैंड रिपल यहां एक मुद्दा है जहां प्रथम 0 प्राप्त होगा वहां यह क्या होगा जवाब है 2M यदि आपको M फैक्टर से डाउनसेंपलिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा यह πM पर होनी चाहिए तो मैं क्या करुंगा यदि मैं इनमें से किसी दो को गुणा कर तब भी मुझे वही 0 प्राप्त होगा बस मुझे 2M लंबाई का फिल्टर बनाना होगा प्राध्यापक और छात्रों के मध्य बातचीत फेज समस्या उन्हें देखिए पुनः देखिए यह सभी लीनियर फेज फिल्टर है क्योंकि सभी गुणांक एक के बराबर है अतः कभी भी जब आप इन्हें वर्ग करेंगे तो भी यह लीनियर फेज ही होंगे किंतु निम्न ढाल पर होंगे अतः यह बहुत अच्छी तरह कार्य करने वाले फिल्टर है अन्य शब्दों में यह स्थिर समूह विलंब फिल्टर है यह मल्टीप्लायर विहीन प्रतिक्रिया देने वाले बहुत अच्छे फिल्टर है सीआईसी फिल्टर के विषय में भी कुछ संक्षिप्त बात करेंगे यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सब आते कहां से हैं क्योंकि आप इस प्रकृति का इसी प्रकार का कुछ करना चाहते हैं आप एक कैस्केड इंटीग्रेटेड फिल्टर डिजाइन करना चाहते हैं अतः आप G I पर करना चाहते हैं आप कुछ जटिलताओं को कम करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि हम मल्टी रेट भाग का संपूर्ण लाभ लेना चाहेंगे तो आपको एक इंटरपोलेशन फिल्टर की आवश्यकता होगी जो अन्य प्रतिक्रियाओं को समाप्त कर सके यदि हम अधिक से अधिक नॉन जीरो गुणांक फिल्टर चाहते हैं तो यह हमारा सहायक नहीं होगा ऐसी स्थिति में हमें I का सहारा लेना होगा समाप्त करने से पूर्व जल्दी से अंतिम बिंदु की पासबैंड में गिरावट है आप इसे किस प्रकार हल करेंगे मैं इसके लिए सीआईसी फिल्टर को अपने इंटीग्रेटेड फिल्टर के रूप में प्रयुक्त करूंगा हम इसका ध्यान कैसे रखेंगे जवाब है मैं इसे इस प्रारूप में डिजाइन नहीं करूंगा मूलतः जब आप मेग्नीट्यूड प्रतिक्रिया को निर्धारित कर देते हैं जो आपको लो पास फिल्टर द्वारा चाहिए आप इसे निश्चित व्हिच लनो के साथ भी निर्धारित कर सकते हैं इसे लागू करना बहुत आसान है यदि आप पार्क्स मैकऐलन की फिल्टर डिजाइन या कोई अन्य fir फिल्टर उपयोग करते हैं आप जानते हैं कि इस गिरावट की क्षतिपूर्ति आप अपने फिल्टर डिजाइन में किस प्रकार कर सकते हैं मुझे यहां अपनी बात समाप्त करने दीजिए और अगली कक्षा में यहीं से हम आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में हम दो चैनल के पर चर्चा करेंगे